अंतिम समय में सत्र विपणन अनुसंधान और विश्लेषण में आपका स्वागत है दोस्तों सत्र हम परिकल्पना परीक्षण के साथ जारी कर रहे थे इससे पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी परिकल्पना विकास और फिर हम परिकल्पना परीक्षण में चले गए जिसके बारे में हमने बात की थी मूल रूप से z t परीक्षण के माध्यम से परिकल्पना परीक्षण मूल रूप से z t परीक्षण सही है और इसलिए हमने कहा कि वे प्रकृति के अधिकार में कमोबेश समान हैं बात यह है कि हम नमूना आकार बहुत कम है और आबादी और नमूना और जब उपयोग करते हैं मानक विचलन अज्ञात है जनसंख्या मानक विचलन अज्ञात है ठीक है लेकिन है बुनियादी व्याख्या यह कुछ भी नहीं है लेकिन z एक छोटा संस्करण है जिसे आप समझ सकते हैं या Z एक है बड़ा टी संस्करण सही है जो उस तरह से है जैसा आप सरल शब्दों के लिए समझ सकते हैं इसलिए और अब हम बताते हैं कि एक नमूना का मतलब है इसलिए मूल रूप से अब जो हो रहा है आप कोशिश कर रहे हैं दो कारकों के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए या तो साधन या अनुपात सही हैं इसलिए हमने शिक्षा उपायों और जीपीए के छात्रों के स्कोर के बारे में समस्या के बारे में चर्चा की सामान्य छात्र जिनमें हमने परिकल्पना परीक्षण का उपयोग किया है इसलिए एक नमूना एक नमूना है ttest है कुछ जहां आपके पास केवल एक नमूना है और आप इस एक नमूने की तुलना कर रहे हैं जनसंख्या का मतलब सही है तो दूसरी तरफ अन्य दो चीजें हैं जैसे कि स्वतंत्र या दो नमूने कहते हैं परीक्षण दो नमूने भ्रमित नहीं होते हैं यदि आप इन शब्दों को कभी देखते हैं तो दो नमूना टी परीक्षण सही है स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण या दो नमूना परीक्षण जो हम कर रहे हैं वह यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं नमूनों के दो समूहों को हमने दो नमूना समूहों में खींचा है और अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों नमूने एक ही हैं जनसंख्या या वे एक दूसरे से अलग हैं यदि आप समझ गए हैं तो सही है अब अशक्त परिकल्पना जो ऐसी स्थिति में करेगी वह है जनसंख्या समूह आने के लिए वास्तव में समान हैं तोSo1right2अधिकार ऐसी स्थितियों में एक शून्य परिकल्पना का मामला है परिकल्पना करते समय याद रखें कि आंकड़ों में 3 चीजें हैं हमारे पास यह कुछ हो सकता है जैसे कि का मामला हो सकता है का भी मामला हो सकता है के बराबर का मामला हो सकता है मामला यह है कि आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि मामला मामले के लिए प्रयोग किया जाता है अशक्त परिकल्पना सही तो कभी कभी आती है या तो यह कुछ भी सही हो सकता है तो लेकिन यह ठीक है परिकल्पना के लिए बराबर है ठीक है अब उस भ्रम में मत आना सवाल यह है किμ1 μ2 लगता है हमें एक बहुत ही संक्षिप्त उदाहरण लेते हैं तो यू ले अब क्या है चलो हम तुलना करेंगे अब हम एक समस्या को देखते हैं मैं एक समस्या लाया हूं जिसमें मेरे पास है यह समझाने के लिए डेटा आपको कुछ इस तरह दिया जाता है जैसे यह एक जनशक्ति विकास कहता है कंपनी यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि दो अलग अलग श्रमिकों का प्रति घंटा वेतन क्या है दो अलग अलग शहरों के शहर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं जो मूल रूप से दो शहर कह रहे हैं सिटी 1 सिटी 2 इसलिए कामगार हैं और प्रति घंटा वेतन मूल रूप से डॉलर दिया जाता है सवाल आप लेविन और रूबिन की किताब से भी ले सकते हैं जो मैंने ली है प्रति घंटा की आय आपको दी जाती है हम इसे 895 में ठीक कहते हैं और शहर 2 हमें दें शहर 2 ने इसे एक नाम दिया है उदाहरण के लिए हमें यह बताएं जो यहां एपेक्स दिया गया है और यह ईडन और है यह 91 डॉलर है आपको अन्य डेटा की क्या आवश्यकता है यह एक मतलब है जैसा कि आप जानते हैं कि क्या दिया गया है यदि आपको लगता है कि अन्य डेटा तब तक परीक्षण नहीं कर सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि मूल्य कितने हैं इनका मतलब है कि मानक डायवर्जन ठीक है अब हम मानक लेते हैं डायवर्सन पहला केस 04 है और दूसरा केस 06 ठीक है एन नमूना आकार के लिए लिया गया दोनों शहरों में 200 और 175 नमूना आकार में अंतर था जिसे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए चिंता न करें क्योंकि दिन के अंत में जब आप मीन के बारे में बात कर रहे थे या औसत थे नमूना आकार अगर यह अलग है तो भी यह ठीक नहीं है इसलिए अब सवाल यह है कि वह क्या पूछ रहा है कंपनी 005 के महत्वपूर्ण स्तर पर 5 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर परीक्षण करना चाहती है चाहे दोनों शहरों के माध्य या साधन अलग अलग हों या उनके अलग अलग न हों

तो इस पर जड़ें कि क्या लेने के लिए खत्म हो गए हैं तो आइए हम इसे लेते हैं यह गणना करें और यह कितने हैं 9 आ रहा है यह सिग्मा X1x2 0053 डॉलर के लिए ठीक आ रहा है इसलिए यह अनुमानित मानक भी है 0053 डॉलर ठीक है अब हम इसे एक सूत्र में उपयोग करेंगे अब Z का सूत्र क्या है पहले यह केवल x था लेकिन अब हमारे पास 2x है इसलिए xxx µ1 hope2को सिग्मा x द्वारा विभाजित किया गया है मुझे आशा है कि यह है अब तक यह स्पष्ट है कि यह सिग्मा पहले से ही X1 और x2 को पहले ही गणना कर चुका है अब अगर मैं X1 x2 लेता हूं तो मेरा X1 x2 क्या है अब X1 895 x2 है 91 91 µ1 µ2अब क्या है यहwe1 we2हम जानते हैं कि हम जानते हैं या नहीं एक सवाल है लेकिन अगर आप इस स्थिति में वापस जाते हैं जहां आपने देखा कि वे कह रहे हैं वे हमेशा अंतिम सत्र में स्थिति का परीक्षण करते हैं मैंने भी कहा है यह भी परीक्षण करें कि नील परिकल्पना ठीक है तो यहाँn1 our2हमारे नील परिकल्पना का मतलब है कि 1 is2कितनाµ1 µ2µ1so2 के बराबरहैμ1 μ2 0 ठीक है तो 0 सिग्मा x1x2 जो था से विभाजित अब 0053 की गणना यह मान है 283 के लिए सही आ रहा है तो 283 झूठ कहाँ है जहां यह 283 गिर गया स्पष्ट रूप से नहीं गिर जाएगा सही इसलिए हम महत्वपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र के बाद बाईं और उस 2 पर गिर जाएंगे इसलिए कहीं न कहीं हम यहां कहते हैं कि ठीक है यहां से आपका विश्लेषण क्या है जो स्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा अशक्त परिकल्पना चूंकि महत्वपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र से बहुत अधिक है इसलिए परिकल्पना होनी चाहिए खारिज कर दिया तो क्या एक अशक्त परिकल्पना है न कि दोनों शहरों की कमाई के बीच कोई अंतर नहीं है या दो शहरों और जो भी मतभेद था वह केवल मौका के कारण था लेकिन यह पूरी तरह से है गलत ताकि साधन अब हम वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करेंगे यह कहना है किμ1के बराबर नहीं हैμ2 और दोनों शहरों की कमाई के बीच महत्वपूर्ण अंतर है मूल रूप से हम जो स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण करते हैं उसी तरह आपके पास निर्भर नमूना टी परीक्षण है अंतर केवल यह है कि केवल एक नमूना समूह है केवल एक नमूना समूह है लेकिन उन्हें अब दो बार लिया गया है इसका मतलब है कि मैं सिर्फ यही कहूंगा इस प्रकार शेष बची हुई अन्य बातों को भी समझाएँतो एक निर्भर नमूना टी परीक्षण में हम क्या केस के बाद मूल रूप से पहले करेगा अब हम कहते हैं कि कई बार नमूना समूह 1 है कई बार आप एक के प्रयास को देखना चाहते हैं दवा या प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ ऐसा है जिससे हम लोगों के रक्तचाप को ठीक पहले और बाद में लेते हैं फिर आप जो चिकित्सा उपचार कहते हैं यदि वह प्रायोगिक डिजाइन याद हो तो उपचार दिया जाता है इसके उपचार के बारे में चर्चा की गई है कि यह सही होने पर अब क्या प्रयास है एक उपचार की विधि जो कुछ भी है और उसके बाद फिर से आप बीपी की सही गणना करें इसलिए यह अंतर केवल एक नमूना है लेकिन एक ही नमूने के लिए हमारे लिए दो मूल्य हैं इसे टू सैंपल टेस्ट राइट या डिपेंडेंट सैंपल या पेड सैंपल टेस्ट ओके कहा जाता है लेकिन अब क्या होगा अगर मैं अपनी स्लाइड भी शुरू नहीं कर रहा हूं तो मुझे जाने दो कि कैसे नमूने के मामले में करते हैं अनुपात आप क्या करेंगे मान लीजिए आपके पास नमूना अनुपात हैं आप कैसे विश्लेषण करेंगे जब आपके चर का नमूना अनुपात यह कहता है कि नाममात्र या क्रमिक स्तर पर अनुपात के लिए एक नमूना जेड परीक्षण का उपयोग ठीक किया जाना चाहिए याद रखें कि अनुपात और कुछ नहीं है लेकिन यू फॉर्म सही है यदि डेटा प्रारूप में हैं तो कन्वर्ट करें एक आनुपातिक प्रारूप ने मुझे इसे यहाँ ठीक रखने दिया जिस अनुपात प्रारूप में अब मैंने यह विधि की है यदि आप केवल सही काम करते हैं तो यह समान नहीं है साधनों के बजाय आपके पास अनुपात होगा इसलिए p मान लें कि आप नमूना बनाम कह सकते हैं जनसंख्या का अधिकार p समूह p जनसंख्या इसलिए p नमूना p जनसंख्या जो हम सभी की आवश्यकता होगी सही है इसलिए अन्य चीजें मानक त्रुटि बनी हुई हैं मानक त्रुटि परिवर्तन सिग्मा एक्स में बदल जाएगा सिग्मा पी अनुपातों की इतनी मानक त्रुटि ठीक है तो हम इसे देखते हैं क्या अनुपात के लिए यह कह रहा है सूत्र पीए नमूना अनुपात सही है जनसंख्या अनुपात जो पहले की तरह था हम x थे नमूना माध्य औरम्यूथा जनसंख्या का मतलब यहाँ हम यह कह रहे हैं कि अन्य चीजें समान Ps पु है यही मैंने सही किया से विभाजित√का आप क्या कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे सिग्मा एक्स सिग्मा√की n ठीक है तो यहाँ हम कह रहे थे पु यहां केवल एक चीज है यह परिवर्तन है यह पी में क्यू बन जाएगा इसका मतलब है कि सफलता की संभावना n ठीक से विभाजित विफलता की संभावना से गुणा एक समस्या है हाल के अनंतिम चुनाव में 55 मतदाताओं ने लॉटरी को खारिज कर दिया 150 लोगों का एक यादृच्छिक नमूना दिखाया कि 49 मतदाताओं ने लॉटरी को खारिज कर दिया क्या अंतर महत्वपूर्ण है प्रश्न अब आप अनुपात के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे और चरण एक ही कदम सही होगा इसका मतलब है कि आपने एक अशक्त परिकल्पना लिखी है यह महत्वपूर्ण स्तर तय करता है कि पूंछ किसकी है परीक्षण इन सभी एक ही ठीक रहते हैं तो यह यादृच्छिक नमूना है नमूना बड़ा सही है क्या यह बड़ा हाँ 150 ठीक है तो आप क्या करते हैं pu 55 को सही कहने का अर्थ है कि यदि आप 55 मतदाताओं को खारिज करते हुए वापस जाते हैं लॉटरी में मतदाताओं के अनुपात को दर्शाया गया है जिसे आपने लॉटरी से खारिज कर दिया है 55 ठीक H 1 कहते हैं कि नोट पु है 55 के बराबर नहीं क्योंकि यदि आप देखते हैं कि केवल 49 मतदाता खारिज कर दिए जाते हैं तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि यह नहीं है 55 लेकिन यह उस 49 से कम है नमूना बड़ा है और हम इसका उपयोग करते हैं अब हम ऐसा करते हैं 49 अनुपात से हमारा नमूना था और यही जनसंख्या है सही और जब हमने इसे सही किया तो हमें 148 का मूल्य मिला 118 अब आपको जांचना होगा 95 आत्मविश्वास के स्तर की तुलना में 196 है जो मैंने पहले कहा था इसलिए मूल्य के माध्यम से आप कर सकते हैं अब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करें और नहीं आप परिकल्पना को अस्वीकार नहीं कर सकते इसलिए आप वहां अस्वीकार नहीं करते हैं इसके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है ग्रामीण आबादी और शेष प्रांत आप दावा नहीं कर सकते कि दो जनसंख्या पैरामीटर दो के बीच अंतर है प्रांत में ग्रामीण आबादी और अन्य लोगों की आबादी ठीक है इसलिए यह इस तरह का मामला है यह मामला कि अनुपात को उसी पद्धति का उपयोग किया जाना है जिसे आप दो नमूनों के लिए जोड़ सकते हैं और निर्भर नमूने ठीक है आप दो थे हो सकता है आपके दो कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से ठीक हो जाएं इसका उदाहरण है आप इसे बाद में कर सकते हैं यह वज़न घटाने के लिए है एक निर्भर नमूने ठीक है यह मैं आ गया हूं यह जानने के लिए कि मेरे पास अब जो बकाया है उसका अधिकतम एक नमूना हुआ करता था आइए हम कहें कि X1 या मेरे पास अधिकतम दो नमूने ठीक थे नमूना समूह लेकिन प्रश्न मान लें कि चलो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ परीक्षण करना चाहता है जिसमें दर्पण दो स्तरों से अधिक या दो से अधिक हो उस स्थिति में समूह ठीक है कि मैं क्या करूँगा मान लीजिए कि मेरे पास एक्स 1 एक्स 2 है मैं एक स्वतंत्र कर रहा था नमूना टी परीक्षण अगर मान लें कि x3 सही में आ रहा है अगर x3 इस में आता है तो मैं कैसे करूंगा विश्लेषण सही है मैं यह करने के लिए विश्लेषण क्या कर सकता हूं ऐसी कई संभावनाएं हैं जो मैं कर सकता हूं स्वतंत्र नमूना t टेस्ट की संख्या जैसे X1 x2 सही या X1 x3 फिर x2 x3 मैं यह सही कर सकता हूं लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह न्यायसंगत नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यदि आप प्रत्येक बार की तुलना में ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप त्रुटि के कारण हर बार 05 का अल्फा ले रहे हैं तीन बार फुलाया जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं तो यह फुलाया जा रहा है और यह बहुत दहन है भ्रमित करना अगर आपके पास तीन हैं लेकिन मान लीजिए कि आपके पास आठ समूह होंगे तो आप कितने होंगे संयोजन बनाएं ताकि आपको स्थिति का सही मूल्यांकन करना पड़े आपको कुछ सोचना पड़ सकता है इसे करने का अन्य तरीका तो दूसरा तरीका क्या है हम इसे उसी रूप में अपनाते हैं जिसे एफ परीक्षण कहा जाता है यह बहुत लोकप्रिय रूप से विचरण के विश्लेषण के रूप में जाना जाता है इसलिए इसे विश्लेषण कहा जाता है विचरण यह दो चीजों के वैरिएंट्स को मापता है जो कि सभी समूह हैं समूहों के भीतर इसका मतलब है कि अगर कई समूह हैं जो आप कहते हैं कि चलो एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 हैं और प्रत्येक को कई नमूने मिले थे जो हमें सही बताते हैं कि क्या अंतर है समूह जो एक है जिसे आप कहते हैं समूह और समूह के भीतर किस तरह का विचरण होता है इसलिए विचरण का विश्लेषण मदद करता है आप मूल रूप से उस परीक्षा को मापते हैं जो मूल रूप से दो तरीकों को ध्यान में रखकर परिकल्पना है भिन्नता या भिन्नता समूहों के बीच है और दूसरा समूहों के भीतर है जैसा मैंने कहा था तो यह कुछ सरल है यदि आप समझते हैं कि अन्य शर्तों पर भी क्या समझना है तो क्या यदि आप एक आश्रित या स्वतंत्र चर के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ऐसा होता है जहां एक है आश्रित चर मूल रूप से एक सतत या मीट्रिक पैमाने में है स्वतंत्र चर प्रकृति में गैर मीट्रिक या श्रेणीबद्ध हैं ठीक है यही आपके पास है सही याद रखें अगर यह एक आश्रित चर है तो यह एक ऐसा मामला है जहां हम कह रहे हैं कि यह एक है नोवा सही अगर आप कई में हो जाते हैं जब हमारे पास एक नई तकनीक होगी जिसे मनोवा कहा जाता है विचरण के कई विश्लेषण ठीक हैं तो अब हमें पहले आओ में मिलेंगे हम सोचेंगे कि हम बात करते हैं इसके बारे में बाद की बातें लेकिन शायद हम ठीक देखेंगे तो अब विश्लेषण के मामले में क्या हो रहा है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि एफ अनुपात इसलिए इसकी गणना की जाती है अभी यह f अनुपात कुछ भी नहीं है लेकिन यह कहता है समूहों के बीच इसका मतलब क्या है के बीच वर्ग के योग से विभाजित के बीच और यह समूह के भीतर है जिसका अर्थ है कि इस तरह की एक परीक्षा है और अब यह देखना मूल रूप से है जैसे आप जानते हैं कि धीरे धीरे विशुद्ध रूप से एक प्रायोगिक अध्ययन में ज्यादातर सभी में एक नोवा का उपयोग किया जाता है प्रायोगिक अनुसंधान में अध्ययन के प्रकार मूल रूप से जहां लोग एक में अध्ययन कर रहे हैं रासायनिक प्रयोगशाला या जीवविज्ञान या उस अधिकार के लिए कुछ भी तो मूल रूप से आप इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं यह सबसे मजबूत और बहुत बहुत में से एक है शक्तिशाली तकनीक जहां सामान्य वितरण की धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं एनोवा जिसे चेक किया जाना है इसलिए वर्गाकार राशि के बीच वर्ग के योग का क्या मतलब है यह कुछ ऐसा है जो फिर से है इसे इस तरह लिखें कि यह पूरी तरह से विभाजित कुल योग के बीच वर्ग के योग की तरह दिखता है स्वतंत्रता की सही डिग्री के भीतर वर्ग यह आजादी की आजादी की डिग्री से है यह आजादी की डिग्री के बीच है कि वर्ग का औसत योग क्या है जिसका मतलब है कि जाना इसका मतलब है कि वर्ग का योग जिसका अंत में f अनुपात की गणना करने की आवश्यकता है या तो आप हैं इससे शुरू होता है जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता की डिग्री से विभाजित के बीच वर्ग का कुल समूह योग समूहों के भीतर स्वतंत्रता की डिग्री द्वारा समूहों के भीतर समग्र रूप से विभाजित राशि के योग से विभाजित समूहों के बीच वर्ग के योग के बराबर कुछ भी नहीं है वर्ग यह एक ही बात है ठीक है यह एक ही बात सही है तो यह अनुपात मूल रूप से हमें बताता है कि कैसे ज्यादा एफ अनुपात क्या है एक बार जब आपके पास एफ अनुपात मूल्य सही है अन्य चीजें समान हैं चीजें वैसी ही बनी रहती हैं आइए हम इस पर एक नजर डालते हैं कि जो कह रहा है वह परीक्षण है दो या दो से अधिक नमूनों की परिकल्पना का अर्थ है आमतौर पर इसका मतलब यह है कि असमान परिभाषित है कि हमारे पास तीन हैं समूह हमें यह कहता है कि मैं क्या कहूँगा mu 1 mu 2 के बराबर है दाईं ओर μ के बराबर है mu 3 सही है जब मेरे तीन समूह हैं मैं कह रहा हूँ कि मेरे नल में इन तीनों समूहों के साधन समान हैं कोई अंतर नहीं है मेरे नल में तीनों के समूह समान हैं कोई अंतर नहीं है लेकिन अन्य ऐसा है जैसे मैं चाहता हूं कि वे स्पष्ट रूप से ऐसा न हों यह मेरी अशक्त परिकल्पना है कि मेरी अन्य परिवर्तित परिकल्पना अब कम से कम एक है समूहों के बीच अंतर है या तो μx1 μ2 के बराबर नहीं है या μ3 के बराबर नहीं हैं या μ2 μ3 के बराबर नहीं है इसलिए यह जो भी है सही तो यह है कि उस चीज़ के बीच कम से कम एक अंतर है जो समान नहीं है वह समान नहीं है एक मामला आप कहेंगे कि अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना है अब ठीक माना जाएगा लेकिन हम देखते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे ठीक है आइए हम इसके पीछे कुछ सिद्धांत देखें भिन्नता के पास एक आश्रित चर होना चाहिए जो कि विशिष्ट है जैसा मैंने कहा था और स्वतंत्र चर गैर मीट्रिक होना चाहिए मान लीजिए कि स्वतंत्र चर है मान लें कि कुछ मीट्रिक हमें भी करते हैं जिसे हम कभी कभी सहसंयोजक कहते हैं तो यह एक नई तकनीक है जिसे एनकोवा कहा जाता है एंकोवा एक तकनीक है जहां हम कह रहे हैं कि कोविरेट्स का विश्लेषण कहां कहा जाता है स्वतंत्र चर मीट्रिक के साथ साथ गैर मीट्रिक अधिकार भी हैं इसलिए यह एक नई विधि है आपको देता है जो आपको पता है कि आप कोविएट जो ले रहे हैं एक अवसर प्रदान करता है मूल रूप से पैमाना सही में मीट्रिक है इसलिए यह मूल रूप से आपको अवरुद्ध प्रभाव को संबोधित करने के लिए पता है मूल रूप से जो आप प्रायोगिक समूह में करते हैं जब आप एक समूह को अवरुद्ध करते हैं और जांचते हैं और इलाज करते हैं समूह और वहां अंतर देखते हैं जो मूल रूप से ज्यादातर उपयोग किया जाता है एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर भी होने चाहिए जिन्हें श्रेणीगत कहा जाता है और ये हैं कारकों को कहा जाता है तो मुझे आपको बताएं कि क्या आप किसी किताब या किसी चीज के माध्यम से जाते हैं या एक तरह से ANOVAs एक तरीका कुछ भी नहीं है लेकिन एक कारक है जिसका मतलब है कि हमारे पास केवल एक कारक है हमें एक कारक कहते हैं कि चलो कहते हैं कि मैं मुझे इस एक को रगड़ना देखना चाहता हूं मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास मैं यह चाहता हूं कि क्या आप किसी खुदरा स्टोर में कोई सामान नहीं चाहते हैं स्टोर के आकार पर निर्भर करता है या शहर के प्रकार पर निर्भर करता है कि मैंने अब क्या किया है तीन प्रकार के शहरों को अच्छी तरह से शहरी बना दिया है और मान लें कि अर्ध शहरी और शहरी तीन अब ठीक हैं सवाल यह है कि जब मैं यह तीन अच्छी तरह से अर्ध शहरी और शहरी माप रहा हूं तो वे सभी मूल रूप से हैं केवल इसलिए कि मैं वास्तव में एक कारक को माप रहा हूं जो कोई भी स्थान नहीं है आधार सही है इस मामले में तीन स्तर सही मिले हैं इस मामले में उसने क्या कहा

उस मामले में हम यह कहते हैं कि समूहों या नमूनों के साधनों में कोई अंतर नहीं है और वे सभी वही हैं जो एनोवा के मामले में मेरी अशक्त परिकल्पना है अगले सत्र में क्या मैं आपको बताऊंगा कि एक एनोवा की गणना कैसे करें सही एनोवा के मामले को वहां ले जाएं मुख्य रूप से देखें कि एनोवा को कैसे मापना है मूल रूप से हम एक समस्या को देखेंगे जहां हमारे पास एक होगा हम वर्ग की राशि में समस्या की गणना करेंगे और फिर f अनुपात ज्ञात करेंगे और अंत में एक परिकल्पना जांच करेंगे इसलिए आज के सत्र में मुझे फिर से याद करना चाहिए कि हमने एक स्वतंत्र नमूने के बारे में बताया है कि यह क्या है प्रस्ताव के मामले में हमें क्या करना चाहिए और फिर हम अगले स्तर पर चले गए आप में से एक समूह में कई समूहों के एक मामले में पता है कि आप कैसे करेंगे कौन कौन से एक एफ परीक्षण है इसलिए किसी भी विपणन अनुसंधान में मैं अगली कक्षा में एक समस्या बताऊंगा जो आप जानते हैं विपणन समस्या में जहां विपणक कंपनियां विश्लेषण के लिए इसका उपयोग कर रही हैं एक को समझें विशेष समूह हमें कहते हैं कि आप जानते हैं कि कारों का ब्रांड क्या आप कहते हैं कि कार की श्रेणी इससे बेहतर है अनुपात का कहना है कि मारुति को कई कारें सही मिली हैं अब यह कह सकते हैं कि क्या कारों की स्थिति या लोकप्रियता समान है या वहाँ अंतर है स्विफ्ट छंद ज़ेन छंद की लोकप्रियता के बीच यह सही है कि ऐसी स्थितियों में ऐसा कर सकते हैं विपणक यह साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि यह क्या है वास्तव में समूहों के बीच एक अलग ठीक है यह सब आज के सत्र के लिए बहुत धन्यवाद है